सिकुड़न घटना को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं पहला कारक है प्रारंभिक बल्क घनत्व आपने देखा होगा कि घनत्व एक मापदण्ड है जो सिकुड़न और सूजन में बदलता रहता है अधिकांश उत्कृष्ट भू यांत्रिकी विज्ञान अवधारणाओं में हम क्या करते हैं हम समय की अवधि में बल्क ईकाई दरों को बनाए रखते हैं आप इससे सहमत हैं या नहीं लेकिन ये सभी समस्याएं समय प्रभाव से संबंधित समस्याएं हैं तो घनत्व बदल रहा है पोरोसिटी बदल रही है छिद्र संरचना बदल रही है कण संरचना बदल रही है खनिज गुण बदल रहे हैं रासायनिक गुण बदल रहे हैं और सतह गुण भी बदल रही है मृदा की अवयव जैविक कार्बन अवयव तो वास्तव में इस कार्बनिक पदार्थ के साथ लेकिन अधिकांश समय कार्बन भी कार्बनिक पदार्थों से जुड़ा हुआ है तो मृदा में कार्बनिक तत्व क्या करता है यदि आपके पास अधिक कार्बनिक तत्व या अधिक कार्बन है तो इसका परिणाम क्या होगा हाँ बहुत अच्छा सही है इसलिए जल धारण की क्षमता अधिक हो जाती है मृदा में अनुकुलतम जलांश ओएमसी बहुत अधिक होगा लेकिन इसमें अधिक कार्बन वाली मृदा को संहनन कॉम्पैक्ट करना मुश्किल है इसलिए शुष्क घनत्व बहुत अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या ये सही है आपकी समझ क्या है यदि क्ले की मात्रा अधिक है तो सिकुड़न अधिक होगी या क्ले की मात्रा कम है तो सिकुड़न अधिक होगी ठीक है आइए हम सभी खनिजों को क्ले के खनिजों का रूप दे देते हैं फिर आपका क्या विचार है यदि क्ले की मात्रा अधिक है तो सिकुड़न कम होनी चाहिए या ज्यादा चेपॉक किस लिए प्रसिद्ध है छात्र क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम स्टेडियम नहीं यह एक पिच है यह किस लिए प्रसिद्ध है जब भी टेस्ट मैच खेले जाते हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में खत्म हो जाते थे क्यों क्योंकि दूसरे दिन या तीसरे दिन पिच में दरारें आ जाती थी वह सिकुड़ने लगता था तो ये सिकुड़न दरारें हैं जो सतहस्प्ब के ऊपर बनती है तो मुझे क्या करना चाहिए अधिक क्ले होने पर अधिक सिकुड़न होगी क्ले की मात्रा कैसे कम करें मृदा में गाद या रेत का अंश बढ़ाकर ठीक है अब यदि आप गाद या रेत का अंश बढ़ाते जाएं तो आप उस पर कोई घास नहीं उगा सकते तो बिना किसी घास के एक पिच के बारे में सोचो क्या होगा यह धीमी पिच या तेज पिच बन जाएगी यह एक धीमी पिच बन जाएगी इसलिए यह पिच एक अच्छी क्रिकेटिंग पिच कहलाने के योग्य नहीं हो सकती है एक और समस्या यह है कि क्या आप अधिक क्ले मात्रा की मृदा में कुछ वनस्पति उगा सकते हैं क्ले के खनिजों की प्रवृत्ति होती है कि वे पानी को अवशोषित कर लेते हैं और पौधों के लिए पानी नहीं छोड़ते तो यह एक दिलचस्प समस्या है जब आप सिकुड़न के बारे में बात करते हैं तो कैटायन विनिमय क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अगर कैटायन विनिमय क्षमता अधिक होती है तो सिकुड़न कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए आपका क्या विचार है और क्यों तो आप एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करें मृदा यह कैसे समझे कि उसे सूजना चाहिए या सिकुड़ना चाहिए सीधे तौर पर क्या आपको यह बात समझ में आती है यह एक वैध बिंदु है या नहीं छात्र जिस वजह से छात्र ठीक है लेकिन हम हमेशा एक सिस्टम द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं जब यह कुछ बाहरी गड़बड़ी के संपर्क में आता है देखिए यह पूरी कहानी का विषय है जिसकी चर्चा हम पिछले 22 23 व्याख्यानों से कर रहे हैं क्या यह नहीं है तो आप यह कैसे जानेंगे कि यह मृदा अधिक सिकुड़ रही है या अधिक सूजन वाली है सवाल सही है या नहीं संगीता आप सवाल से सहमत हैं तो क्या जवाब होना चाहिए देखिए वही मृदा हां सूजन दिखाना चाहिए या उसे सिकुड़न दिखाना चाहिए या आपको लगता है कि पहले ऐसा होना चाहिए और बाद में ऐसा होना चाहिए या इसके विपरीत जैसे क्या हम यह कह सकते हैं कि कुछ प्रकार की मृदा केवल सूजन प्रकार की मृदा होगी है और कुछ प्रकार की मृदा केवल सिकुड़न प्रकार की होगी I नहीं मैं आपसे सहमत हूं छात्र कविता ऐसा नहीं है यह इतना आसान नहीं है छात्र मिनरलॉजी एक ब्लैक बॉक्स है सभी रासायनिक भौतिक गुण ब्लैक बॉक्स हैं अब आप क्या जानते हैं कि एक निश्चित घटना को आप पर्यावरणीय कारकों के रूप में सबसे अधिक प्रभावित कर सकते हैं इसलिए यह मूल रूप से इस तथ्य की ओर फिर से इशारा करता है कि यदि पानी किसी भी संयोग से सिस्टम में चला जाता है तो यह सूजन हो जाएगा और यदि पानी सिस्टम से बाहर निकलता है तो यह सिकुड़न हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या है आप पदार्थ को एक सूजन प्रकार के पदार्थ या सिकुड़न प्रकार के पदार्थ की तरह व्यवहार करने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं बस नमी की मात्रा को नियंत्रित करके यह ठीक है इसलिए यदि आप मृदा की नमी को बनाए रखते हैं और यदि आप इसे बाहर नहीं आने देते हैं या आप आगे की वृद्धि में जानते हैं तो आप सूजन और सिकुड़न की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं तो आदर्श रूप से आप मृदा को पेंट्स से लेप सकते हैं ताकि वें पूरी तरह से अलग या सील्ड हो जाये पर्यावरण से कटा हुआ कैटायन विनिमय क्षमता मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण या प्रत्यक्ष मापदंड होगा जो सिकुड़न को प्रभावित करेगा लेकिन हां क्योंकि कैटायन विनिमय क्षमता खनिज का एक गुण है और अगर यह एक निश्चित सीमा से परे है तो निश्चित रूप से खनिज सक्रिय होगा इसलिए पर्यावरणीय स्थिति कम से कम इन कारकों से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए यह एक दिलचस्प मापदंड माइका स्मेकटाइट की मात्रा है मुझे यकीन है कि आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना होगा Smectite और कुछ नहीं बल्कि एक खनिज है जैसे vermiculite smectite ज्यादातर लोग इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों चिकित्सा सौंदर्य प्रसाधनों में करते हैं यहाँ तक कि आपके सभी क्रिकेट टर्फ़स में smectite का ही प्रयोग किया जाता है तो आपको माइका और स्मेकटाइट के बीच संतुलन बनाना होगा यदि आप इन दो खनिजों के बीच संतुलन बना सकते हैं तो आप सिकुड़न घटनाओं से छुटकारा पा सकते हैं द्रव सीमा लिक्विड लिमिट एक महत्वपूर्ण मापदंड है इस पर आपका क्या विचार है द्रव सीमा अधिक होने पर सिकुड़न अधिक होगी या कम होगी छात्र अधिक हां जितना अधिक स्वतन्त्र पानी इसके लिए मृदा के मैट्रिक्स से बाहर जाना उतना आसान है तो अधिक द्रव सीमा अधिक सिकुड़न अधिक द्रव सीमा मनुष्य की तरह अधिक सूजन एक ही व्यक्ति किसी दिए गए हालात में अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है ठीक है लवणों की उपस्थिति आपकी समझ क्या है यदि आप लवणों को बढ़ाते हैं या लवणों को घटाते हैं तो सिकुड़न या सूजन की घटनाओं का क्या होगा जब आप स्थिरीकरण करते हैं तो आप सोडियम क्लोराइड के साथ स्थिरीकरण क्यों नहीं करते हैं पहला जवाब यह है कि सोडियम क्लोराइड पहले से ही दलदली क्लेस में या नरम क्लेस में मौजूद होता है इसलिए यदि सोडियम क्लोराइड मृदा को स्थिर कर रहा था तो इसे बाहर से डालने का कोई मतलब नहीं था तो हम क्या करते हैं आप इसमें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इंजेक्ट करते हैं स्पष्ट है तो सरल तरीके से समझें तो कैल्शियम एक डाईवेलेंट कैटायन होने के नाते मृदा से सोडियम की जगह ले लेता है यहाँ कैटायन विनिमय क्षमता तस्वीर में आती है तो कैल्शियम सभी सोडियम आयनों को विस्थापित कर देता है और क्ले के खनिजों से जुड़ जाता है स्पष्ट है और मृदा कठोर हो जाती है तो इस प्रकार लवण की उपस्थिति और लवण का प्रकार प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है और यह प्रणाली को और अधिक स्थिर बना देता है प्रारंभिक जलांश तो आपकी सहज ज्ञान युक्त अनुभति क्या है प्रारंभिक जलांश छात्र हाँ फिर हो सकता है कि आप मुक्त पानी की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं अधिक प्रारंभिक पानी अधिक मुक्त पानी अधिक मुक्त पानी मैट्रिक्स से बाहर चला जाता है और अधिक संकोचन होता है यदि मैं छिद्र घोल में लवण जोड़ता हूं तो वाष्पीकरण दर का क्या होगा छात्र घट जाएगी इसमें कमी आएगी तो इसका मतलब है कि लवण की उपस्थिति सिकुड़न घटना को मंद कर सकती है छात्र मंदता की दर मंदता की दर बिल्कुल ठीक है तो वे संकोचन की प्रक्रिया को मंद कर सकते हैं आप जानते हैं कि छिद्र घोल का पीएच या तो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा अधिक पीएच अधिक सिकुड़न या कम सिकुड़न पैदा करना चाहिए यह सही है इसलिए अधिक क्षारीय घोल कम सिकुड़न पैदा करेगा जो सही है अब उपाय क्या हैं जैसा कि हमने इन कारकों की चर्चा के दौरान चर्चा की कि सिकुड़न की घटनाओं को कम करने का ग़लत उपाय है कि हम कुछ मृदा सीमेंट का उपयोग करें मृदा सीमेंट क्या है किसी भी सीमेंट पदार्थ को मृदा में मिलाया जाता है यहां तक कि चूना स्थिरीकरण भी मृदा सीमेंट का एक प्रकार होगा आजकल वाणिज्यिक रूप से बहुत सारे मृदा सीमेंट उपलब्ध हैं ओज क्रिट टेराक्रिट आदि कंपनियां क्या कर रही हैं एक बड़ा व्यवसाय वे खनिज लेते हैं और आप उनके गुणों को इस तरह से बढ़ाते हैं कि इस खनिज का प्रत्येक ग्राम मृदा को संतुलित करेगा और इसलिए आप मृदा क्रिट का निर्माण कर सकते हैं जो और कुछ नहीं है बल्कि मृदा कंक्रीट या मृदा सीमेंट हैं आप संकोचन या तनाव दरार को कम करने के लिए मृदा को मजबूत कर सकते हैं आप मृदा को मजबूत क्यों करते हैं मृदा की तन्यता ताकत को कम करने के लिए वनस्पति सबसे सरल संभव उदाहरण है अब क्या आप मृदा की वनस्पति और ढलान विफलताओं को सहसंबंधित कर सकते हैं अधिक वनस्पति कम विफलता छात्र बिल्कुल सही तो ये जड़ें क्या कर रही हैं छात्र मृदा को मजबूत कर रही हैं मृदा को मजबूत कर रही हैं यह सच है वे मृदा को एक साथ मृदा में एक साथ बांध रहे हैं दूसरे शब्दों में मृदा का स्पष्ट सामंजस्य अपरेंट कोहेसन बहुत अधिक हो जाता है तो रेतीली मृदा पर यदि आप उत्पन्न करते हैं या आप कर सकते हैं यदि आप कुछ वनस्पति उगा सकते हैं तो प्रभावी रूप से एक घर्षण पदार्थ या रेतीली मृदा एक सलांगशील मृदा बन जाती है अब हम संकोचन के तंत्र पर चर्चा करते हैं पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जैसे जैसे नमी की मात्रा घटती जाएगी सतह के तनाव में वृद्धि के कारण केशिका तनाव और रन्ध्र बढ़ेंगे आपने भी कहीं न कहीं ऐसा किया होगा क्या आपने इस अवधारणा का उपयोग मृदा की संकोचन सीमा को निकालने में किया है क्या आप इसे आसानी से आत्मसात कर सकते हैं मृदा की संकोचन सीमा को निकालने के लिए आप क्या करते हैं आपने पैट लिया इसे हवा में सुखाया हवा सुखाने में क्या कर रही है यह पदार्थ में अधिक से अधिक सतह तनाव पैदा कर रही है इसलिए जब नमी की मात्रा कम हो जाती है केशिका तनाव voids में प्रेरित हो जाते हैं और यह सतह के तनाव में वृद्धि के कारण होता है यह बढ़ी हुई सतह तनाव की भावना को खींचती है जबकि कण एक साथ करीब होते हैं जिसके परिणामस्वरूप समग्र आयतन घट जाता है कैपिलारिटी का एक विशिष्ट मॉडल वह जगह है जहां आपके पास एक केशिका ट्यूब है और पानी की फिल्म केशिका में पानी को ऊपर कर रही है उस बल की प्रतिक्रिया मृदा के कणों पर आती है और मृदा के कण अधिक से अधिक घनीभूत हो जाते हैं मृदा के पिंड में नमी की कमी के क्या कारण हैं शुष्क जलवायु में मृदा की सतह से पानी का वाष्पीकरण भूजल तालिका का कम होना और नम जलवायु में पेड़ों द्वारा मृदा का विलोपन तो अधिक आर्द्रता अधिक संकोचन दरारें अधिक आर्द्रता के कारण अधिक निर्जलीकरण होगा और अधिक desiccation से पानी का अधिक वाष्पीकरण होगा और पानी के अधिक वाष्पीकरण के कारण अधिक संकोचन दरार विकसित होगी छात्र वायुमण्डल पहले से ही संतृप्त है इसलिए मुझे नमी में उतार चढ़ाव शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए तो नमी में अधिक उतार चढ़ाव से पदार्थ में अधिक संकोचन दरार हो जायेंगी उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है जी हां नमी में उतार चढ़ाव यह देखें कि किसी भी सक्रिय मृदा की प्रतिक्रिया कैसी है जिसका आपने अध्ययन किया होगा यदि आप 0 घंटे में सिकुड़न सीमा परीक्षण की इस स्थिति से शुरू करते हैं 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे 84 घंटे के बाद छात्र तो यह पदार्थ की सबसे स्थिर स्थिति है जो 84 घंटों के बाद आती है तो सबसे संतुलित स्थिति को प्राप्त करने के लिए 84 घंटे में हवा सूख जाती है वास्तव में इस अध्ययन को करने का मूल उद्देश्य यह देखना था कि सिस्टम में किस प्रकार की दरारें विकसित हो रही हैं जो मैं आपको अगले व्याख्यान में दिखाऊंगा आज मैं आपको केवल पदार्थ की स्थिर स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा हूं सिस्टम में कोई दरार दिखाई नहीं दे रही है और आप क्या करना चाहते हैं हम वास्तव में चाहते हैं कि समय समय पर छवियों को यह देखने के लिए फ्रीज करें कि वॉल्यूमेट्रिक खिंचाव उपभेद कैसे विकसित हो रहे हैं जब यह पदार्थ सूख जाता है तो यह तनाव सख्त या तनाव नरम करने का मामला है इसलिए मुझे यकीन है कि अब आप मृदा के सूखने के कारण या उसके सिकुड़ने की वजह को तनाव सख्त से सहसम्बद्ध कर सकते हैं क्या अब यह प्रक्रिया कुछ स्पष्ट है जिन परिभाषाओं का आपने उपयोग किया हैं उनसे आप इस ग्राफ को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आप ग्राफ पर संपूर्ण आयतन मात्रा को y अक्ष पर और x अक्ष पर मृदा जलान्श बना सकते है हम क्या करते हैं हम मृदा की एक सबसे सूखी स्थिति से शुरुवात करते हैं और हम पानी मिलाते जाते हैं इसलिए हम हमेशा इस छोर से उस छोर तक जाते हैं सामान्य व्यवहार में विरोधाभास है मैं फिर दोहराऊंगा सामान्य व्यवहार में आप क्या करते हैं आप हमेशा ट्रैवर्स करते हैं अटेरबर्ग सीमा का पता लगाने के लिए नहीं माना कि एक सामान्य अभ्यास संपीड़न वक्र के लिए आप क्या करते हैं आप हमेशा मृदा के सूखे हिस्से से शुरू करते हैं जिसमें आप थोड़ा सा पानी डालते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं इसका मतलब है कि आप हमेशा इस छोर से दाहिने हाथ की तरफ ट्रैवर्स करते हैं लेकिन जब हम अटेरबर्ग सीमा को निकालने के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं हम एक उल्टा रास्ता अपनाते हैं तो क्या यह सच है या यह सही है भू तकनीकी इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में से अधिकांश में आप देखेंगे कि हम हमेशा मृदा में नमी की निश्चित मात्रा जोड़ते हैं लेकिन जब सीमा का पता लगाने की बात आती है और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि द्रव सीमा यह है प्लास्टिक की सीमा यह है संकोचन सीमा यह है जो पूरी तरह से विपरीत घटना पर आधारित है ठीक है इसे ध्यान में रखें तो यह एक शोध का विचार है जिस पर हम में से कई लोग काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर वापस आते हैं कि यदि आप उस पदार्थ की घोल अवस्था से शुरू करते हैं जो द्रव अवस्था के अलावा कुछ नहीं है तो जो आप जानते हैं कि नमी में थोड़े से नुकसान से आप प्लास्टिक स्थिति में बदल जाते हैं प्लास्टिक स्टेट से सेमी स्टॉलिड स्टेट सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट और फिर आप लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट और सिकुड़न लिमिट परिभाषित करते हैं इसलिए संकोचन और कुछ भी नहीं बल्कि नमी की मात्रा में कमी के कारण मृदा के आयतन परिवर्तन है संकोचन सीमा क्या है यह कन्सिसटेन्सी में ठोस अवस्था और अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा है आयतनीय संकोचन क्या है मृदा के पिंड के आयतन में कमी जिसे उसके सूखे आयतन जब उसे संकोचन सीमा से ऊपर के जलांश से संकोचन सीमा के जलांश तक सुखाया जाता है के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है ये शास्त्रीय परिभाषाएं हैं संकोचन अनुपात क्या है संकोचन अनुपात मृदा पिंड के आयतन में कमी और उसके सूखे आयतन और इसी के लिए जलांश में कमी के प्रतिशत अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है क्या आपने कभी एक दिलचस्प बात नोटिस की है आपने इस ग्राफ का काफी बार उपयोग किया होगा यदि मैं सीधी रेखा के इस हिस्से को बढ़ाता हूं ग्राफ की रेखा सीधी रेखा के हिस्से को और अगर ये यहाँ मिलते हैं तो क्या आपको यह बिंदु मिलता है आयतन बनाम जलांश के संबंध की सीधी रेखा वाला भाग यदि y अक्ष को यहाँ कहीं काटता है तो यह ऑर्डिनटे क्या होगा यदि आप y अक्ष पर स्ट्रेट लाइन भाग प्रोजेक्ट करते हैं तो y अक्ष का मान क्या होगा आप कहें कि यह वॉल्यूम है किसका आयतन है नहीं ठोस का आयतन है और सही है तो जब आप इस पूरी बात का वर्णन करते हैं तो आपको पता है कि इस पूरे अक्ष पर यह मान और कुछ नहीं बल्कि कुल आयतन है छात्र वायु और ठोस यदि आप केवल ठोस के आयतनों के बीच अंतर करना चाहते हैं तो आपको केवल इस लाइन का विस्तार करना होगा जिससे आप Vs प्राप्त करलें तो Vs Va आपको सूखी मृदा का कुल आयतन देगा यह शास्त्रीय भू मैकेनिक्स में एक और हेत्वाभास भ्रम है क्या आप मृदा के कंकाल और उसके आयतन को उचित महत्व देतें हैं आप हमेशा कहते हैं कि यह पदार्थ की ठोस स्थिति है पदार्थ की ठोस स्थिति का क्या अर्थ है तो इस दृष्टि से यदि आप मृदा की सिकुड़न सीमा को निकालते हैं आप हमेशा रेमौल्डेड मृदा लेते हैं और इसे द्रव सीमा से अधिक द्रव नमी की मात्रा पर तैयार किया जाता है इसे हवा में सूखने देते हैं ताकि दरारें न आएं पारा विस्थापन तकनीक की मदद से आयतन को मापा जाता है अब यह पदार्थ के प्लास्टिक स्थिति को दर्शाने का एक सरल चित्रण है आपके पास पानी है आपके पास ठोस पदार्थ हैं सिस्टम की कुल मात्रा V1 है पानी का वजन माफ़ करना पूरे सिस्टम का वजन W1 है ठोस का वजन Ws है इस स्थिति से आप धीमी गति से हवा सुखाने के द्वारा क्या करते हैं आप संकोचन सीमा के बहुत करीब आते हैं और शर्त यह है कि मृदा के पिंड की सतह पर कोई दरार नहीं दिखनी चाहिए और मृदा का पिंड अभी भी संतृप्त है तो V1 से V2 तक आयतन में कमी होती है और ठोस का वजन समान बना रहता है पानी के वजन का क्या हुआ है यह W1 से W तक कम हो गया है पदार्थ की तीसरी स्थिति क्या होनी चाहिए पदार्थ की तीसरी स्थिति पूरी तरह से सूखी स्थिति है तो ये पदार्थ की तीन स्थितियाँ हैं जो अधिक रुचि कारक हैं जब आप इसकी संवेदनशीलता को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संकुचित हो फूले न तो इस अवस्था में वॉल्यूम V2 निरंतर स्थिर रहता है और तब आपके पास ठोस Ws होता है और कुछ मात्रा में हवा आती है और यहाँ पर बैठती है तो अब मैं सरल वॉल्यूमेट्रिक संबंध भार आयतन संबंध का उपयोग करके सिकुड़न सीमा को परिभाषित कर सकता हूं और आपको इस तरह का संबंध मिलता है तो भारों का अंतर गुणित पानी का इकाई भार गुणित आयतनों का अंतर भागित ठोस का वजन जो उसमें मौजूद हैं यह पानी के इकाई वजन गुणित अंतिम आयतन माइनस यह सम्बन्ध भागित Ws के भी बराबर होता है तो आप मृदा के पिंड की संकोचन सीमा प्राप्त करने के लिए इन दोनों समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं संकोचन अनुपात क्या है संकोचन अनुपात R है जो कि Ws बटे भागित V2 गुणित पानी के इकाई भार के व्युत्क्रम के बराबर है क्या आपको लगता है कि यह विशिष्ट गुरुत्व शब्द भी है तो यह विशिष्ट गुरुत्व के रूप में जाना जाता है जिसे आप इस फॉर्म 1x100 में दर्शा सकते हैं इसका व्युत्क्रम होना चाहिए यह G100 होना चाहिए इसका पूरा उलटा यह 1 बटे भागित यह पद होना चाहिए अर्थात क्या यह 1G होना चाहिए नहीं जिस तरह से आप इसे परिभाषित करते हैं वह यह है कि डब्ल्यूएस Ws बटे आयतन और गुणित 11γw गामा डबल्यू तो यह आपके गुरुत्व शब्द का एक विशिष्ट गुरुत्व शब्द बन जाता है देखें Gγw गामा डबल्यू और कुछ नहीं बल्कि भार बटे आयतन होगा यहां एक सुधार है यह G 1 होना चाहिए तो इसप्रकार आप संकोचन सीमा संकोचन अनुपात और विशिष्ट गुरुत्व को सहसंबंधित कर सकते हैं अब इसका क्या महत्व है यदि मैं संकोचन अनुपात और संकोचन सीमा जानता हूं तो मैं मृदा के विशिष्ट गुरुत्व मान की जांच कर सकता हूं तो इस प्रकार के समीकरणों का उपयोग उस कार्यप्रणाली को कैलिब्रेट करने के लिए भी किया जाता है जिसे आप विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारण करने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो इस शब्द को ऍपेरैंट विशिष्ट गुरुत्व के रूप में भी परिभाषित किया जाता है अब उसी ग्राफ पर वापस आ रहा हूं जो मैं आपको दिखा रहा था यदि आप वास्तविक जीवन में कुछ प्रयोग करते हैं तो सवाल यह है कि इन ग्राफ़ों का कैसे अनुकरण किया जा सकता है अब यह मॉन्टमोरोलाइट और बेंटोनाइट पदार्थ की इन गुणों के साथ एक विशिष्ट प्रतिक्रिया है बेंटोनाइट 305 की द्रव सीमा दिखाता है मोनोनाइट 434 की द्रव सीमा दिखाता है आप क्या देखते हैं कि आयतन में गिरावट बहुत तेजी से होती है और इस ग्राफ के y अक्ष पर इंटरसेप्ट प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है इसका क्या महत्व है आप पदार्थ की एक स्थिति से शुरू कर रहे हैं जो लगभग एक गारा स्लरी है माना कि LS 100 या 1000 के बराबर है 1 ग्राम मृदा और 1 लीटर पानी तो सही मायने में ठोस मौजूद नहीं हैं या वे महत्वहीन हैं इसलिए जब हम हर समय L बटे भागित S के बारे में बात कर रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि LS इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है जब हम मृदा पानी पर्यावरण की आपस की बातचीत की बात करतें हैं यह गारा स्लरी की एक स्थिति है जो सिकुड़न और इसके समग्र वॉल्यूमेट्रिक विरूपण पैटर्न विरूपण पैटर्न में योगदान करने जा रही है तो मृदाओ के लिए सिकुड़न ग्राफ्स यह आम तौर पर विशिष्ट आयतन के व्युत्क्रम और वॉल्यूमेट्रिक पानी की मात्रा को उपयोग करके 45 डिग्री लाइन पर प्लॉट किये जाते हैं किसी विशिष्ट आयतन का व्युत्क्रम क्या होता है विशिष्ट आयतन 1 eo होता है इसलिए अपने समेकन समीकरण में जब आप Cc बटे भागित 1 eo लिखते हैं तो 1 eo विशिष्ट आयतन के अलावा और कुछ भी नहीं होता है तो आप इसे मृदा के आयतन के साथ सामान्य करते हैं जिसे समेकन परीक्षण के लिए माना जा रहा है अब यह एक ठेठ वोयड रेश्यो बनाम वॉल्यूमेट्रिक पानी की मात्रा की प्रतिक्रिया होगी तो यह एक 45 डिग्री लाइन है जो यहाँ पर मैप की जा रही है शून्य अनुपात पदार्थ की नमी की मात्रा के फंक्शन हैं ठीक है और ये घटना सूजन के लिए भी मान्य है इसलिए जब आप सूजन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो शून्य अनुपात को पदार्थ की नमी की मात्रा के फंक्शन के रूप में बदलना चाहिए यहां यह बात समझना रोचक होगा कि सिस्टम में किस प्रकार के संकोचन दिखाई दे रहे हैं तो कुछ संरचनात्मक संकोचन हो सकते हैं जो संरचनाओं की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो कि मृदा के पिंड पर स्थापित होती हैं आपके पास कुछ बचा हुआ संकोचन हो सकता है जो कि पदार्थ के अंतर्निहित गुण का एक प्रकार है और आप मृदा के पिंड की किसी भी नमी की मात्रा के लिए इतने आयतनीय विरूपण की उम्मीद करने जा रहे हैं आनुपातिक संकोचन की एक निश्चित सीमा होती है जहां ई पानी की आयतनीय मात्रा के समानुपाती होता है और इसके बाद शून्य संकोचन जो पदार्थ की अधिक स्थिर स्थिति होती है अब इस ग्राफ को e बनाम Log सिग्मा प्राइम रिलेशनशिप के साथ आसानी से सहसंबद्ध किया जा सकता है क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक नमी की मात्रा स्वयं बाहरी लगाए गए दबावों का एक फ़ंक्शन है और यदि अधिक दबाव विकसित किया जाता है तो रेसिटेशन अधिक होगा आदि यह बहुत ऊँची सोच है अब बस आपको यह दिखाने के लिए कि इन अध्ययनों का अनुप्रयोग क्या है जिसे मैंने रमन्ना की थीसिस से लिया है यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है जिसमें सूजन की डिग्री को कम मध्यम गैर सूजन उच्च बहुत अधिक बहुत ज्यादा अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है यह विचार था कि पदार्थ की सूजन और सिकुड़ती प्रतिक्रिया के आधार पर एक वर्गीकरण योजना विकसित करना तो यह वह जगह है जहां हमने FSI फ्री स्वेल इंडेक्स मापदंड का उपयोग किया है आयतन k केरोसिन में मृदा पिंड का आयतन है आयतन w पानी में मृदा पिंड का आयतन है और फिर आप यहाँ मृदा के पिंड के सूजन गुणों के क्षेत्रों को देख सकते हैं तो गैर सूजन जो यहाँ कहीं पर पाया जाता है तो केरोसिन में आयतन बहुत अधिक है लेकिन पानी में आयतन बहुत कम है अपनी मृदा को इस प्रकार के संबंधों पर मैप करने की कोशिश करें और देखें कि खनिज अनोखें हैं या नहीं तो आपके पास प्लास्टिसिटी सूचकांक बनाम द्रव सीमा लिक्विड लिमिट हैं जो और कुछ भी नहीं लेकिन ए लाइन है और लिक्विड लिमिट के आधार पर आप इसे कम से बहुत ज्यादा अधिक सूजन की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं बेशक एफएसआई को इस समीकरण द्वारा दिया जाता है जो कि Vk है यह वर्गीकरण योजना को देखने का एक और तरीका है यदि आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स के संबंध में मुक्त सूजन सूचकांक FSI का ग्राफ तैयार करते है तो अधिक एफएसआई को बहुत अधिक सूजन के अनुरूप होना चाहिए और बहुत कम एफएसआई को बहुत कम सूजन के अनुरूप होना चाहिए आप सिकुड़न सीमा का उपयोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स के संबंध में भी कर सकते हैं और फिर आप सूजन की बहुत अधिक प्रतिक्रिया से सूजन की कम प्रतिक्रिया के बीच कुछ संबंध प्राप्त कर सकते हैं अब यह वह जगह है जहां मैं सिकुड़न सीमा के साथ सक्शन की अवधारणा को पेश करना चाहता था अगर आप मृदा के सक्शन को मापते हैं लॉग पैमाने पर मृदा के सक्शन में बदलाव बटे नमी की मात्रा में परिवर्तन तो यह और कुछ भी नहीं है बल्कि SWCC के ढलान को संकोचन सीमा के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है और आप देखेंगे कि बहुत अधिक सक्शन सिस्टम में कम सक्शन की तुलना में अधिक संकोचन को प्रेरित करेगा अब यदि आप सक्शन के मापदंडों पर जाते हैं तो यहाँ एक वायु प्रवेश मान है जिसे मृदा में क्ले की मात्रा के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है और आप वायु प्रवेश मान और क्ले की मात्रा के बीच संबंध प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से वायु प्रवेश मान और महीन कणों की मात्रा को यहाँ सहसंबद्ध किया जा सकता है आप जो नोटिस करेंगे वह यह है कि अधिकांश मृदाओं के लिए यदि आप विश्लेषण करते हैं तो सूजन प्रकार की मृदा के लिए वायु प्रवेश मान गैर सूजन प्रकार की मृदा की तुलना में बहुत अधिक होगा तो हमारी राय में इस प्रकार की वर्गीकरण योजना केवल उनके वायु प्रवेश मान को देखकर सूजन और गैर सूजन प्रकार की मृदा के बीच अंतर करने के लिए बहुत उपयोगी है वायु प्रवेश मान को सूजन के प्रतिशत के साथ भी प्लॉट किया जा सकता है तो अधिक सूजन का प्रतिशत अधिक वायु प्रवेश मान और इस संबंध को सूजन के दबाव के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है तो केवल वायु के प्रवेश मान को जानकर जिसे कि आप SWCC से प्राप्त कर सकते हैं आप आसानी से इसकी सूजन का दबाव प्राप्त कर सकते हैं यह एक प्रकार का रैखिक संबंध प्रतीत होता है एफएसआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तो अब भी आप वायु प्रवेश मान और फ्री स्वेल इंडेक्स के बीच संबंध विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं तो अधिक फ्री स्वेल इंडेक्स अधिक वायु प्रवेश मान आप इस प्रकार के संबंधों का उपयोग कर सकते हैं हालांकि वायु प्रवेश मान और संकोचन सीमा ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मैप करते हैं कारण सरल है वायु प्रवेश मान सक्शन गुणों को दर्शाता है सूजन गुण और संकोचन सीमा इसके विपरीत घटना होनी चाहिए तो इस प्रकार आप सूजन प्रतिक्रिया और संकोचन प्रतिक्रिया को एक साथ जोड़ सकते हैं इसलिए दुर्भाग्य से यह काम अभी भी एक निर्णायक स्थिति में नहीं है जहाँ आपको अभी भी बहुत सारे काम करने हैं आपने देखा होगा कि एफएसआई की अधिकांश श्रेणियों में हमें कोई डेटा नहीं मिल सकता है दूसरे शब्दों में इस श्रेणी में मृदा मौजूद नहीं है इसलिए हम कुछ सिंथेटिक मृदाओं को बनाने के बारे में सोच सकते हैं और मृदाओं को एफएसआई जोकि बहुत कम है के साथ ट्रेन कर सकते हैं ठीक हैं और फिर इसका वायु प्रवेश मान होगा इत्यादि और यह आपको सिर्फ यह दिखाने के लिए था क्योंकि यह संबंध तंत्रों को परस्पर जोड़कर बहुत शक्तिशाली संबंध हो सकते हैं